तो यह पिच सर्कल का व्यास है और यहां हमें यही मापना है तो टूथ स्पैन माइक्रोमीटर की माप इसलिए एक टूथ स्पैन माइक्रोमीटर है जो उपलब्ध है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि दांत की मोटाई क्या है दांतों की मोटाई को कई दांतों पर जीवा दूरी को मापने के द्वारा मापा जाता है टूथ स्पैन माइक्रोमीटर का उपयोग करके कई दांतों पर जीवा दूरी जिसे फ्लैंज माइक्रोमीटर भी कहा जाता है तो यहां हम कई दांतों पर जीवा दूरी को मापने की कोशिश करते हैं यह एक दांत नहीं है हम औसत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम जो सोचते हैं हम अगली बार 1 2 3 4 दांत करते हैं जो हम करते हैं करते हैं हम 2 3 4 5 दांत करते हैं तो यह 3 4 5 कुछ इस प्रकार है तो आप बढ़ते और चलते रहते हैं इसलिए कि आपने ३ या ४ को मापने की कोशिश की जो कुछ भी आप उसे मापते रहें तो यही हमने टूथ स्पैन माइक्रोमीटर का उपयोग करके कई दांतों पर जीवा दूरी कहा जिसे अन्यथा फ्लैंज माइक्रोमीटर कहा जाता है माप आधार स्पर्शरेखा विधि पर आधारित है तो यहाँ हम क्या करते हैं हम यह लेने की कोशिश करते हैं कि यह केंद्रीय रेखा है तो हम एक स्पर्शरेखा एक जीवा लेने की कोशिश करते हैं जो A B और C है अगला एक A 1 B 1 और C 1 होने वाला है अगला A 2 होने वाला है यह B 2 है और फिर जीवा है तो यह C 2 होगा तो हम टूथ स्पैन माइक्रोमीटर के साथ माप कैसे लेते हैं हम A और C लेने की कोशिश करते हैं जिसे हम मापना चाहते थे

आइए एक समस्या लेने की कोशिश करें और इसे हल करने का प्रयास करें तीन दांतों के बीच की अवधि को मापने के लिए टूथ स्पैन माइक्रोमीटर का उपयोग किया जा रहा है अवधि के औसत मूल्य 31120 मिलीमीटर पर तीन परीक्षण किए जाते हैं गियर के निरीक्षण के लिए निम्नलिखित डेटा उपलब्ध है दांतों की संख्या 32 है परिशिष्ट वृत्त व्यास 136 है दबाव कोण 20 के रूप में दिया गया है माप की अवधि 3 है और फिर माप की प्रतिशत त्रुटि निर्धारित करें

तो हम इसका उपयोग कैसे करते हैं तो यह टूथ स्पैन माइक्रोमीटर द्वारा किया जाता है जिसका उपयोग त्रुटि को मापने के लिए किया जाता है यदि आप इसे देखें तो गियर निरीक्षण की समग्र विधि पार्किंसंस गियर टेस्टर Parkinson's Gear Tester द्वारा की जाती है और इस तरह गियर परीक्षण किया जाता है आपके पास देखने के लिए एक लंबाई है और फिर आपके पास विचलन को मापने के लिए डायल गेज हैं ठीक है और फिर आपके पास 2 गीयर हैं आप इसे जाल कर सकते हैं और देख सकते हैं तो जिस गियर का निरीक्षण किया जा रहा है उसे मास्टर गियर के साथ जाल बनाया जाएगा यह वह गियर है जिसका निरीक्षण किया जाना है ये 2 गियर मानक गियर के साथ मेश करेंगे और रेडियल त्रुटि को पकड़ने के लिए डायल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है ठीक है 2 गियर मैंड्रेल पर लगे होते हैं जो यंत्र में गियर को सटीक रूप से स्थापति करने की सुविधा प्रदान करता है इसलिए कि डायल इंडिकेटर मुख्य रूप से निरीक्षण के तहत गियर में अनियमितताओं को मापेगा उच्च स्थिरता के डायल इंडिकेटर का उपयोग समग्र त्रुटि को मापने के लिए किया जाता है जो रनआउट टूथ टू टूथ स्पेसिंग और रूपरेखा विविधताओं के कारण त्रुटि को दर्शाता है इसीलिए इसे गियर निरीक्षण की समग्र विधि कहा जाता है हम रनआउट को मापेंगे हमने देखा कि ये त्रुटियां हैं फिर टूथ टू टूथ स्पेसिंग और रूपरेखा विविधता तो इस समग्र गियर निरीक्षण उपकरण के माध्यम से इसकी आसानी से निगरानी की जा सकती है तो इसे अन्यथा पार्किंसंस गियर टेस्टर कहा जाता है तो इस विशेष अध्याय में हमने जो कुछ देखा है उसे संक्षेप में बताने के लिए हमने पहले विभिन्न प्रकार के गियर और फिर गियर शब्दावली देखी विभिन्न प्रकार के स्पर गियर त्रुटियाँ क्या हैं जहाँ हमने रनआउट देखा ठीक है तो स्पर गियर क्यों क्योंकि यह सबसे सरल गियर है और अगर हम यहां अन्य गियर के लिए समझते हैं तो यह एक छोटा बदलाव होगा उदाहरण के लिए हेलिक्स दांत एक कोण पर होंगे फिर हमने देखा गियर तत्वों को मापने के विभिन्न तरीकों गियर रूपरेखा को मापा जा सकता है तो रूपरेखा को मापने के लिए गियर दबाव का भी उपयोग किया जा सकता है हम एक प्रोफाइल प्रोजेक्टर का उपयोग कर सकते हैं जो तुलनित्र तकनीकों में से एक है गियर को कांच की प्लेट के ऊपर रखा जाएगा और फिर नीचे से प्रकाश प्रक्षेपित किया जाएगा फिर आपके पास लेंस होंगे तो इन लेंसों के साथ आप एक चित्रपट के शीर्ष पर प्रक्षेपित कर सकते हैं और उस चित्रपट में इसे आपकी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जाएगा फिर आपके पास एक मास्टर है आप इसे छाया के ऊपर रख सकते हैं जो कुछ भी आता है और भिन्नता देखने की कोशिश करता है तो यहां आप मोटाई को मापने की कोशिश कर सकते हैं आप इन्वलूट रूपरेखा और कई चीजों को मापने की कोशिश कर सकते हैं तो यह तुलनात्मक तकनीकों में से एक है जिसका उपयोग रूपरेखा को मापने के लिए किया जाता है फिर दाँत की मोटाई को मापने के लिए फिर समग्र गियर निरीक्षण और फिर हमने पार्किंसंस गियर परीक्षक के बारे में भी देखा ठीक है समग्र वह जगह है जहां 2 या 3 त्रुटियों को एक साथ मापा जाता है और फिर हम इसे करते हैं ठीक है छात्रों के लिए कार्य तो यहाँ हम क्या करते हैं आइए हम एक यांत्रिक बुनियाद लेने का प्रयास करें जहाँ गियर मेशिंग हो ठीक है अब मैं जो चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप इस गियर यंत्र को बदल दें कृपया गियर यंत्र को किसी भी तरह से बदलें और यांत्रिक बुनियाद के प्रदर्शन को देखने का प्रयास करें इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप एक ऑटोमोबाइल के रियर व्हील एक्सल को देखें यानि ट्रक कहें और समझें कि दो गियर एक्सिस आपस में क्यों नहीं मिलते हैं अथवा न मिलने का क्या कार्य है तो इसे आप ब्राउज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं या यदि आप शारीरिक रूप से देख सकते हैं तो इसे भी प्रोत्साहित किया जाता है तीसरी बात है हेरिंगबोन आपके पास इस हेरिंगबोन की तरह गियर हैं तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि कुछ अनुप्रयोग का मतलब वास्तविक समय में इसके उपयोग का न्यूनतम 5 है और आखिरी बात यह है कि प्रिंटर में वे गियर का उपयोग करते हैं लगातार काम करने के बावजूद इन गियर्स में बड़ी कमी नहीं होती है यह कैसे हो रहा है ठीक है तो ये 4 चीजें हैं जो गियर से जुड़ी होती हैं तो कृपया उन गियर्स को देखें और फिर यह भी एक अच्छा विचार होगा यदि आप प्रिंटर में उपयोग किए जाने वाले गियर के प्रकार और संख्या लिख सकते हैं इससे आप यह महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं कि गियर क्या है गियर का महत्व क्या है गियर रूपरेखा कितना जटिल है इसके अनुप्रयोग कहां हैं